सुप्रभात हम चिनाई का व्यवहार जो बाहरी सतह पर भारों के अंतर्गत कार्यरत है चिनाई वाली दीवारपर नमन और सतह के बाहर नमन की क्षमता पर अपने व्याख्यान को जारी रखते हुए आगे बढ़ते है इसलिए हम उन स्थितियों को देख रहे थे जिनके तहत सतह के बाहर नमन चिनाई के प्रतिरोधक तंत्र के रूप में आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है और हम अभी भी अप्रबलित चिनाई की जांच कर रहे हैं तो जब आपके पास लंबवत नमन हो वह प्रतिरोध की आवश्यकता की स्तिथि में है जब आपके पास क्षैतिज नमन होता है और जब आपके पास लंबवत और क्षैतिज नमन का संयोजन होता है तो वह संदर्भ होता है जिसमें हम नमन में व्यवहार की जांच कर सकते है यह गुरुत्वाकर्षण बलों की उपस्थितिमें है इसलिए यह वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा नमन और संपीड़न का एक संयोजन है तो शुरू करने के लिए आइए हम जांचते हैं कि रूढ़ नमन विश्लेषण से पदार्थ के रैखिक लचीले व्यवहार को मानते हुए हम पदार्थ के बल पर सीमाएं लगा कर पार्श्विक भार के उन संभावित अनुमान पर पहुंच सकते हैं जो दीवार के आलोचनात्मक बिंदुओं के व्यवहार पर ले जा सकती है इसलिए पहली बात यह कि हम जांच करेंगे और साथ ही एक संभव गैर रैखिक प्रतिबल विकृति संबंध की ओर बढ़ते जो हुए अनुप्रस्थ काट में माना जा सकता है और यदि यह हमारा आधार बन जाता है तो विश्लेषण करने पर जो बल विस्थापन ज्ञात किया गया है या निकल कर आया है वह अलग हो सकता है ठीक है इसलिए हम एक ऐसी दीवार को लेंगे जिसका शीर्ष है और यह एक कंक्रीट नींव पर स्थिर है उसकी एक नींव हो और यह अलग सामग्री की हो मान लें कि आपके पास एक कुर्सी धरन है तो आपके पास ईंट की चिनाई और नींव पदार्थ के बीच एक अलग पदार्थ होगा और इसलिए यह संभव है कि यदि आधार पर पहेल से ही दरार निर्मित की गई हो या आ गई हो तो आपके पास आधार पर एक नियमित आवर्तन रहेगा लेकिन हम यह मानते है अभी आधार पर कोई भी दरार नहीं है या निर्मित नहीं की गई है और दीवार पर अभिनय करने वाले सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बलों की स्थिति के तहत परिणामी की शून्य विकेन्द्रता के साथ आपके पास दीवार के आधार पर समान संपीड़न होना चाहिए तो यह दीवार में भार प्रारंभ करने की प्रारंभिक स्थिति है और जैसा जैसे पार्श्विक बल दीवार पर कार्यरत होगा आपके पास पार्श्विक बल और गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण प्रभावों का एक संयोजन होगा इसलिए पहले चरण में यदि आपके पास दीवार पर हल्का पार्श्विक बल कार्यरत है मतलब दीवार समान संपीड़न में है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और तनत प्रतिबल आधार पर प्रेरित हो सकते हैं दीवारके स्वतः भार के कारण समान संपीडन प्रतिबल की क्रिया द्वारा पार्श्विक बल निरस्त होगा इसलिए पहले चरण में हम दीवार के वजन के कारण संपीडन प्रतिबल को देख रहे हैं इस मामले में दीवार पर काम करने वाले पार्श्विक बलों वायु बलों के कारण आने वाले किसी भी तनन प्रतिबल fa को कम कर सकता है तो हम यह मानते है की इस स्तिथि में हमारा आधार आबद्ध है और ऊपर एक पार्श्विक आलंब है राइट सही इसलिए आप एक ऐसी संरचना स्तिथि देखेंगे जहाँ एक अवलम्बसहारा बाहुधरण है आप प्रणाली को एक अवलम्ब बाहुधरण के रूप में आदर्श मान सकते है और इस कल्पना का उपयोग करके विश्लेषण प्रत्यास्थ विश्लेषण को देख सकते हैं फिर जैसे जैसे वायु बल बढ़ता रहेगाआपके आधार पर तनन प्राप्त होना शरू हो जायेगाआपको प्रतिबल का असमान वितरण प्राप्त होगा क्योंकि दीवारमें नमन और प्लस अक्षिये संपीडन है इस सिमित मामले को हम पहले भी देख चुके है एक सिमित मामला जिसके कारण वायु के एक ओर शून्य प्रतिबल और अधिकतम प्रतिबल के कारण दूसरे छोर पर संपीडन में प्रतिबल का त्रिकोणीय वितरण या दीवारके किनारे के छोर पर होता है तो यह की यदि आप इसे सीमित मामलों में से एक मानते हैं पहला सीमित मामला की हम यह जानने में रुचि रखते हैं कि दीवार पर किस परिस्थिति में दीवार पर स्वयं का भार से या किसी भी तरह के आरोपित भार से गुरुत्वाकर्षण के दबाव में दीवार पर काम करने वाले वायु दाब से आप इस प्रतिबल के त्रिकोण वितरण तक पहुँच सकते हैं इसलिए जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था इस हालत में हम वास्तव में दीवार को एक आदर्श अवलम्ब बाहुधरण के रूप में देख रहे है निश्चित रूप से आपका अधिकतम नमन प्रतिबल नीचे आबद्ध आधार पर लगने जा रहा हैऔर निश्चित रूप सेकही नीचे मध्य ऊँचाई के आसपास सकारात्मक नमन होना है और इसलिए चुकी अधिकतम नकारात्मक आघूर्ण आधार पर कार्यकारी है यदि हम यह मानते है की वहाँ पर पदार्थ में कोई तनन सामर्थ नहीं है इस परिस्तिथि में हमें दीवार के आधार पर ही दरार की शुरुआत को देखना शुरू करेंगे तो इस धारणा के साथ कि दीवार एक अवलम्ब बाहुधरण है इस स्थिति के अनुरूप नमन अघूर्ण जो की दीवार में अधिकतम नमन आघूर्ण हो सकता है जो यहाँ वितरित बल के अलावा कुछ भी नहीं है वायु का भार pb h2 8 है जो आपके पास आधार पर तनन प्रतिबल है वो अब नमन प्रतिबल ऋण minus संपीड़ित प्रतिबल है और हम यह कह सकते है की इस सिमित स्तिथि में तनन प्रतिबल शून्य यानि जीरो के बराबर है या होगा तो इस स्तिथि में ft नमन प्रतिबल pb h28 fa के अलावा कुछ नही है जो पहले से ही दीवारपर कार्यकारी है और यह सिमित परिस्तिथि है और हमे यह देखा की यह सिमित परिस्तिथि है जहाँ मोटाई से सम्बन्ध में विकेंद्रता t6 पर है तो यदि आप तनन सामर्थ का उपयोग शून्य होने के लिए करते हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पार्श्व दबाव के किस स्तर पर आपकी दीवार में दरार पड़नी चाहिए आप इस पहली सीमित स्थिति तक पहुंच सकते हैं यहां S अनुप्रास्थ काट का मापांक है वायु का दबाव बढ़ता रहता है और आगे बढ़ता रहता है इस बिंदु से परे आपको आंशिक खंड में दरार हो जाती है और अनुप्रथ काट में संपीडन प्रतिबल बढ़ रहा होता है तब हम एक सीमित स्तिथि को देख सकते हैं जहां पुरे खंड में दरार हो जाती है पूरा काट घूमने में सक्षम होता है और इस कब्जेदार के माध्यम से परिणामी संपीड़न गुजर रहा है तो आप अब एक लम्बी अवलम्ब बाहुधरण की स्थिति से हटकर ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ दीवार को दोनों सिरों को पिन किया गया है इसलिए बढ़ते वायु के दबाव के कारण परिसीमा की स्थिति बदल जाती है और अधिकतम नमन आघूर्ण अब दीवार की मध्य ऊंचाई तक चला जाता है और जब यह पदार्थ की तनन सामर्थ के करीब पहुंचता है तो आप मध्य ऊंचाई पर दरार आरंभ प्राप्त कर सकते हैं इसलिए चरण C ओर बढ़ते है जहां अब आधार पर दरार आ गई है संपीड़न में परिणामी को वायु के किनारे की ओर धकेल दिया जाता है और यह अब एक आदर्श कब्जेदार की तरह कार्य कर रहा है परिसीमा की स्तिथि में समय से पूर्व अवलम्ब बाहुधरण से पिन में परिवर्तन होना शरू होने लगेगा और अब हम वायु बल और गुरुत्वाकर्षण के संयोजन के कारण अधिकतम नमन प्रतिबल को देखने में रुचि लेते हैं लेकिन अब यह कहीं न कहीं स्वयं दीवार की मध्य ऊंचाई पर ही होगा तो मूल रूप से आप यहाँ एक धीमी प्रगति देखते हैं बेशक हमने ऐसी स्थिति को आदर्श बनाया है जहाँ परिणामी वायु की ओर के किनारे के बहुत करीब होगी लेकिन पूरे अनुप्रथ काट में दरार के लिए पार्श्विक बल में धीमी वृद्धि करने की आवश्यक है इसलिए यह चरण C है क्योंकि हवा का भार सीमित स्थिति Pb से PC तक बढ़ जाता है इस विन्यास में आगे भी जारी रहें जहां अब दीवार को इसके दोनों सिरों पिन है और हम अब यह अनुमान लगाने में रुचि रखते हैं कि आपको मध्य ऊंचाई की दरार किस स्तर पर मिलेगी जो कि इसकी विफलता की शुरुआत करेगी प्रणाली अपने आप ही विफल होगी इसलिए इस स्तर पर यह समझना आवश्यक है क्योकि स्वयं भार के कारण विकेन्द्रता दीवार खंडों के केंद्रक पर कार्य कर रही है और कब्जेदार वायु की ओर के किनारे पर है वहाँ पर स्वयं भार के कारण एक विक्रेंद्रिता होगी जो वास्तव में आपके प्रतिरोध गणना और अतिरिक्त भार की गणना में आता है तो इस स्थिति में वायु के कारण हम एक ऐसी परिस्तिथि लेते है जहाँ पर दीवारपर वायु बल कार्य कर रहा हो और इसे हम उस स्तिथि से साथ मिलायेंगे जहाँ अक्षीय भार संतुलन दीवारमें माना जा सके और उनमे अध्यारोप हो क्योकि आप प्रत्यास्थ विश्लेषण की व्यवस्था में काम कर रहे हैं तो वायु के कारण अब आपके पास ऐसी स्तिथि है जहाँ दीवारपिन पिन संरचन की तरह नमन आघूर्ण M ph28 के साथ कार्य कर रही है शुद्धालम्ब प्रणाली जिस पर समपरिवर्तनीय भार है इस मामले में यह सिर्फ वायु के कारण है हम मान रहे हैं कि स्वयं के प्रभाव को अलग से माना जाएगा तो इसे आप गुरुत्वाकर्षण बलों के लिए संतुलन के प्रभाव को देखो अब स्वयं के भार के कारण क्योंकि पिन पिन की स्थिति और कब्जेदार का स्थानातरण वायु की ओर के किनारे पे है वहाँ एक विकेंद्रिता है जो आधार के कारण है और विकेंद्रिता जो t 2 के बराबर है क्योकि हम यह मान कर चल रहे है की दीवारवायु की ओर छोर पर अब पिन है और इसलिए यह एक अतिरिक्त नमन आघूर्ण के कारण है और इस अतिरिक्त नमन आघूर्ण को मानना आवश्यक है यहाँ अतिरिक्त नमन आघूर्ण fa है तो संपीडन प्रतिबल उस बिंदु पर कार्यरत है तो अनुप्रस्थ काट का शुद्ध क्षेत्रफल t22उपलब्ध है तो t22 यानि t4 होगा और आपने वहाँ पर ऊपर और नीचे प्रतिक्रिया देखी प्रतिक्रिया में जो ऊपर और नीचे अंतर हो रहा है वो विकेन्द्रता की वजह से है कब्जेदार fa x An के सम्बन्ध में आधार मानते है जो वहाँ वास्तव में कार्य कर रहा है तो यह अतिरिक्त घटक हमारी गणना में आएगा और यह वास्तव में पार्श्विक बलों के कारण नमन आघूर्ण का संयोजन है और जो नमन आघूर्ण स्वयं भार की विकेन्द्रता की वजह से है जिसका परिणाम इस निकाय की चरम अवस्था पर अनुमानित वायु दाव को ज्ञात करने में उपियोग किया जा रहा है और उस निकाय के चरम अवस्था में जिसमे हम रुचि रखते हैं कि जब भार दूसरी दरार के समान होती है वह वो स्थान है जहाँ अधिकतम नमन आघूर्ण अनुप्रस्थ काट के बीच की ऊंचाई पर घट रही है और आपको तनन दरार प्राप्त होती है और हम वापस देखेंगे कि पदार्थ की तनन सामर्थ्य को संयुक्त ftn लम्ब पर देख रहे हैं जो कि ऐसे प्रदार्थ की सामर्थ्य है जिसकी हमने पहले जांच कर चुके है आपका प्रश्न दीवार के आधार पर दरार फैलने के रूप में है क्या कब्जेदार की आघूर्ण की दिशा पर विचार करना आवश्यक है हां यह जरूरी है क्योंकि इस मामले में हम एक तरफ वायु की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ के किनारे की तरफ जा रहे हैं तो कब्जेदार का स्वभाविक आघूर्ण वायु की ओर के किनारे की ओर है सही हा न इसलिए जब आप अपना विश्लेषण कर रहे होते हैं बेशक अनुभाग में समरूपता है भार में समरूपता है लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि आपको पता है कि हवा की दिशा दीवार के बाहर के हिस्से की तरफ और दीवार के अंदर के हिस्से की तरफ है इसलिए यह इस धारणा पर आधारित है कि हम आंतरिक किनारे की ओर कब्जेदार के स्थानान्तरण को देख रहे हैं तो यह कुछ नहीं बस यह है की अक्षीय प्रतिबल का परिणाम काट के मध्य पर कार्यकारी नहीं है वह वायु की ओर के किनारे पर कार्यकारी है हम विक्षेपित आकार के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं वह बिंदु क्या है जिस पर विक्षेपित रूप में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है और आधार अनुप्रस्थ के आंतरिक किनारा आधार अनुप्रस्थ सम्बन्ध में किस विकेंद्रिता पर है हम वास्तव में विचार कर रहे हैं कि एक परिमित विस्थापन है और यह वह विक्षेपित आकार है जो वास्तव में वायु की ओर कब्जेदार के प्रवास के कारण आने वाले एक अतिरिक्त आघूर्ण की ओर ले जा रही है तो इस स्तर पर आगे बढ़ने पर दरार दीवार के विक्षेपण की इस स्थिति के तहत मध्य ऊंचाई पर शुरू होती है इस पर पार्श्व बल के कारण मध्य ऊंचाई पर दरार का गठन होता है और यह तब होता है जब मध्य में दीवार की तनन सामर्थ्य ऊंचाई तक पहुंच गई हो तो तनन सामर्थ्य उस अनुप्रस्थ काट तक पहुंच गई है यह तनन सामर्थ्य है जो स्वतः संयुक्त के लम्भ है स्वयं ही अधिकतम आघुर्ण अनुप्रस्थ काट पर ही कार्यकारी माना है तो अब आपके पास वह स्थिति है जिसके लिए हम दरार की अपेक्षा कर सकते हैं जहां आपके पास वायु भार के कारण प्रतिबल वितरण है अक्षीय बल में विकेद्र्ता के कारण तनाव का वितरण दूसरा घटक और यह दीवार की मध्य ऊंचाई पर है और इसलिए आप जिस कुल भार यानि स्वयं का भार पर विचार कर रहे हैं वह दीवार के भार का आधा है और इसलिए संपीड़ित प्रतिबल को fa2के रूप में लिया जाता है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि P क्या है पार्श्विक बल के किस मान पर यह स्थिति पहुंची है और अंतिम स्थिति में जब आप ढह जाते हैं तो हम मान रहे हैं कि बढ़ते वायु भार के साथ मध्य ऊंचाई पर विस्थापन बढ़ता है और दीवार को अस्थिरता की ओर ले जाया जाता है तो महत्वपूर्ण बिंदु आधार दरार का गठन है पार्श्विक बल में वृद्धि मध्य ऊंचाई दरार का गठन और इसके साथ ही सामर्थ्य क्षमता तक पहुंच जाता है इससे परे कि यह वास्तव में दीवार का कुछ अतिरिक्त विस्थापन है जो आपको मिलेगा और दीवार फिर अपनी स्थिरता को खो देगी इसलिए एक बार मध्य ऊंचाई की दरार बनने के बाद यह लगभग वैसा ही होता है जैसे दीवार दो कठोर ब्लॉकों से बनी होती है जो मध्य ऊंचाई पर बनने वाली दरार के सम्बन्ध में घूमती है और जो दरार मूल रूप से आधार पर ही बनती है तो अंतिम अभिव्यक्ति को लिखने के लिए अगर दरार मध्य ऊंचाई पर नहीं बन रही थी और तथ्य यह है यह कई कारकों पर निर्भर है जैसे भार का वितरण और इसलिए यह संभव है कि यह दीवार अतिरिक्त भार के कारण संपीड़न के वितरण पर निर्भर करता है तो आपके पास अतिरिक्त भार हो सकते हैं आपके पास उच्च अधिक भार हो सकता है और यह वास्तव में आपको मिलने वाली दूसरी दरार के स्थान को बदल देता है इसलिए यह हमेशा मध्य ऊंचाई पर नहीं होता है यह अलग अलग हो सकता है तो इस अभिव्यक्ति को यह कहते हुए लिखना उपयोगी है कि दूसरी दरार ऊपर से x ऊंचाई पर बनेगी x के h से शीर्ष पर तो इस विशेष मामले में आपके पास दीवार पर एक अतिरिक्त भार अभिनय है और फिर दीवार का खुद के भार दरार के ऊपर की दीवार का स्वयं भार है संपीड़ित प्रतिबल गुणा शुद्ध क्षेत्र है जिसे x h में माना जा रहा है और इसके नीचे का हिस्सा स्वतः दीवार पर अवलंबित है तो आपके पास फिर से पार्श्विक बल से नमन आघूर्ण है विकेन्द्रता की वजह से नमन आघूर्ण संपीड़न में परिणामी है और इस स्तर पर भार के अंतिम चरण में क्या प्रतिरोध पहुंच गया है हम अनुभागों में संतुलन को ऐसे लिख सकते हैं Pe के लिए x के एक फ़ंक्शन के रूप में और इसलिए आपको अधिकतम भार मिलता है तो दीवार खुद को भार करने के इस महत्वपूर्ण चरण में विरोध कर सकती है बेशक यदि दरार मध्य ऊंचाई पर होने वाली थी तो आप अभिव्यक्ति को सरल कर सकते हैं x को h 2 के रूप में बदला जा सकता है और यह सरल होगा तो आपको सरल प्रत्यास्थ नमन विश्लेषण प्राप्त होगा और अभिव्यक्ति जो आपको बताएगा की भार क्या है पार्श्विक भार लादने पर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर होगा जब तक कि अधिकतम भार न पहुंच जाये इसलिए लादने के विभिन्न चरणों में समस्या के सिर्फ संतुलन पर विचार करने वाली सरल रूपरेखा आपको एक मजबूर विस्थापन संबंध अधिकार पर पहुंचने में मदद कर सकती है अब निश्चित रूप से हम रैखिक प्रत्यास्थ व्यवहार और आमतौर पर सतह से बाहर नमन की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते है हमने शुरू में ही देखा है कि आप्रबलित चिनाई की दीवारमें कैसे अंदरूनी नमन क्षमता सतह में और बाहरी नमन क्षमता सतह में अंतर है और इसलिए बल का अधिक सटीक अनुमान विस्थापन व्यवहार और दीवार के बाहरी सतह के दिशा की क्षमता आवश्यक है क्योंकि यह देखते हुए कि क्षमता के संदर्भ में यह मान कम हैं यह क्षमता के संदर्भ में एक कम मान होगा जो अधिक सटीक अनुमान को बेहतर देने में योगदान देता है तो दो चीजें हैं जिन्हें हम देख रहे है एक यह कि हमे अनुप्रस्थ काट में गैर रैखिकता के गठन पर विचार करने में सक्षम होना है इसलिए यहां हम यह मानकर चल रहे हैं कि तनाव और संपीडन का वितरण हमेशा त्रिकोणीय है और अंतिम स्थितियों में भी कोई प्लास्टिकता यानि प्लास्टिफिकेशन नहीं होता है तो वह एक है महत्वपूर्ण पहलू जो अतिरिक्त भार वहन करने की क्षमता में योगदान देता है और दूसरा पहलू वह है जो हमारे पास था जो मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था जो अतिरिक्त प्रतिरोध है वो सिरों की पकड़ के कारण उपलब्ध है जिसे वृत्त खंड कार्यवाही कहा जाता है वह आता है क्योंकि दीवार विक्षेपित होने लगती है और सिरों को पकड़ लेती है तो वह है दूसरा प्रभाव इसलिए हम पहले प्रभाव की जांच करेंगे और हमारे भावों को संशोधित करने का प्रयास करेंगे और फिर दूसरे प्रभाव की जांच करें और देखें कि इन अभिव्यक्तियों को कैसे संशोधित किया जा सकता है तो मुख्य रूप से हम क्या कर रहे हैं अब हमने ऊर्ध्वाधर नमन विश्लेषण के लिए ऐसा किया इसी तरह की गणना का समूह क्षैतिज नमन विश्लेषण के लिए मान्य है जहां दीवार को मुख्य रूप से अधीन किया जाता है पार्श्विक बल अक्षीय प्रतिबल वहां भूमिका नहीं निभाते हैं क्योंकि आपकी दरार वास्तव में ऊर्ध्वाधर दरार है इसलिए यदि आप मुख्य रूप से अक्षीय भार को हटाते हैं स्व भार और इन अभिव्यक्तियों से किसी भी अतिभारित भार के कारण अक्षीय प्रतिबल आपको क्षैतिज नमन के तहत क्षैतिज नमन और दरार गठन के अनुरूप भार प्राप्त करने में सक्षम होंगे बेशक उस मामले में पदार्थ की सामर्थ्य ftn जो मायने नहीं रखता हैनमन सामर्थ्य लचीली नमन सामर्थ्य संयुक्त के लम्ब है लेकिन ftp तनन सामर्थ्य संयुक्त से समानांतर होगा तो यह ऊर्ध्वाधर नमन और क्षैतिज नमन के बीच मूलभूत अंतर है जिसे हमें ठीक मानना होगा इसलिए आइए हम पहले उसी समस्या की जांच करते हैं लेकिन आलोचनात्मक भाग में संपीड़न में पदार्थ के लिए एक गैर रैखिक प्रतिबल विकृति संबंध की धारणा के तहत कुछ खंडों के विश्लेषण की आवश्यकता है इसलिए हमें अभी उस पर चर्चा करनी चाहिए यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले देखा है और फिर इसमें शामिल किया है कि सतह के बाहरी एक नमन Out of plane bendingभार विक्षेपण वक्र ढांचा है जो हमें एक बल विस्थापन प्राप्त करने में मदद करेगा इसलिए अगर हम यह मान लें कि आपके पास संपीड़न में एक गैर रैखिक प्रतिबल विकृति वक्र है तो आइए हम भार लादने के तीन महत्वपूर्ण चरणों और अनुप्रथ काट में संपीड़न के वितरण की जांच करते हैं इसलिए शुरू में जब आपके पास कम विकेन्द्रता होती हैं तो जब आपके पास शून्य विकेन्द्रता हो तो आपके पास अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल समान होता है लेकिन जैसे जैसे भार की विकेन्द्रता बढ़ती है तब आपके पास प्रतिबल का वितरण होता है संपीडन प्रतिबल एक समान नहीं होता है तब आपके पास है अनुप्रथ काट के एक छोर पर न्यूनतम संपीडन प्रतिबल होता है और अनुप्रथ काट के दूसरे छोर पर अधिकतम संपीडन प्रतिबल होता है यहाँ हम जिस विकेन्द्रता के बारे में बात कर रहे हैं वह पार्श्विक बल और गुरुत्व बल का संयुक्त प्रभाव है इसलिए इस स्थिति में हमारे पास अभी भी प्रतिबल का रैखिक वितरण है हम मान सकते हैं कि यह कम विकेन्द्रता है संपीड़ित प्रतिबल अभी भी रैखिक हैं पदार्थ अभी भी एक रैखिक प्रत्यास्थ तरीके से कार्य कर रहा है और संपूर्ण अनुभाग संकुचित है और मूल रूप से विकेन्द्रता के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है हम विकेन्द्रता के कारण नमन के प्रभाव पर विचार करते हुए अनुप्रस्थ काट में अधिकतम संपीडन प्रतिबल और न्यूनतम संपीडन प्रतिबल का अनुमान लगा सकते हैं तो N x et यहाँ कुछ भी नहीं है बस विकेंद्रिता की वजह से नमन आघूर्ण विभाजित काट मापांक lt26तो यह Nltहै अनुभाग मापांक द्वारा भार N प्लस या माइनस आघूर्ण के कारण अक्षीय प्रतिबल जो अभिव्यक्ति का दूसरा भाग है इसके बाद हम इसे सीमित मामले में ले जा सकते हैं जहां हमने कहा कि सीमित मामला तब है जब आपको अनुप्रस्थ काट में तनन हो तो ऐसा तब होगा जब आपके पास लोड t 6 पर कृत्य है इसलिए हम M दरार सीमा के लिए पदार्थ की तनन सामर्थ्य को 0 शून्य करने के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कह सकते हैं कि M में दरार तब होने वाली है जब भार में विकेन्द्रता t 6 है तो Nt 6 अनुप्रस्थ काट में दरार अघूर्ण होगा जहां आपका σmin 0 पर जाता है और σmax अब त्रिकोणीय वितरण में अधिकतम प्रतिबल है ठीक है ना विकेंद्रिता में वृद्धि जारी रखें जो दीवार पर काम करने वाले पार्श्विक बल और गुरुत्व बल को भार लादने का परिणामी विकेद्रिता है जैसे अनुप्रस्थ काट बढ़ता है तो यह तनन में चला जायेगा और हम इसे निग्न्न्य करते है हम केवल आंशिक लंबाई पर विचार करते हैं तो यहाँ आंशिक लंबाई है आंशिक संपीडित क्षेत्र की चौड़ाई x गुणा t जिसे क्रॉस सेक्शन की कुल मोटाई के रूप में जाना जाता है और क्योंकि हम अभी भी मान रहे हैं कि पदार्थ प्रत्यास्थ रैखिक हैतो त्रिकोण वितरण स्वीकार्य है तो इस स्तर पर त्रिकोणीय वितरण जारी है प्रतिबल का त्रिकोण वितरण अभी भी स्वीकार्य है क्योंकि हम अभी भी यह मान रहे हैं कि पदार्थ प्रत्यास्थ रैखिक है और उस धारणा से हम यह मानने में सही हैं कि प्रतिबल परिणामी है अब बल त्रिकोणीय वितरण के केन्द्रक कार्य कर रहा है और इसलिए हम अपने भावों में उतरते हैं और परिणामी के किनारे से दूरी x 3 होने जा रही है तो इस संतुलन की परिस्तिथि से हम उस हिस्से को निगंन्य मानते है जो मूल रूप से टूट गया है और हम आंशिक खंड पर काम कर रहे हैं और इस त्रिकोण से इस आंशिक खंड में त्रिकोण की ज्यामिति से हमें एक अभिव्यक्ति मिलता है की दीवार की कुल मोटाई और स्व भार विकेंद्रिता से दीवार की संपीडन लम्बाई क्या है इसके साथ अब यह संभव है की हम इस परिस्तिथि में आघूर्ण को देख सकते है उस त्रिकोणीय वितरण की लंबाई में अक्षीय बल में संतुलन को लिखा जा सकता है या लिख सकते है तो लंबाई में सिग्मा मैक्स गुणा एक्स गुणा एल 2 बल संतुलन होगा और चूंकि अब हमारे पास x के लिए अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति में x में बल लगाने वाला बल हमें σmax के लिए एक अभिव्यक्ति दे सकता है तो अब हमारे पास σmax का एक अनुमान है जहां यह सब किया जाता है x को N के लिए इस अभिव्यक्ति में प्रतिस्थापित करता हूँ और मैं इसे σmax लिखता हूं तो अब हमारे पास फिर से रैखिक विकेन्द्रता है लेकिन हमारे पास पहला चरण सीमित था जहां हमारे पास अनुप्रस्थ काट के सम्पूर्ण अनुभाग में शून्य तनन सामर्थ्य था द्वितीय चरण का आंशिक अनुभाग संकुचित है और इन दोनों मामलों में हमें अधिकतम संपीडन प्रतिबल का अनुमान है यह पदार्थ का अपना रैखिक प्रत्यास्थ व्यवहार है लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हम अब अनुप्रस्थ काट में संपीडन प्रतिबल को बढ़ाते जा रहे हैं यहां यह मानना अवास्तविक है कि पदार्थ लचीला है तोधार संपीडन प्रतिबल काफी अधिक होगा और उस स्थितिमें आपको अनुभाग प्लास्तिकता मिलना शुरू हो जाना चाहिए इसलिए जैसा कि पहले चर्चा की गई है यह मानना संभव है कि इस किनारे पर तनाव का वितरण स्वभाव में वास्तव में अणुवृत्त आकार का है बेशक आप एक अणुवृत्त प्रतिबल विकृति वक्र का उपयोग कर सकते हैं और अपनी गणना कर सकते हैं चीजों को सरल बनाने के लिए आयताकार प्रतिबल ब्लॉक एक ऐसी चीज है जो स्वीकार्य है जिसके लिए आपको समान प्रतिबल ब्लॉक आयामों की आवश्यकता होती है और यहां समकक्ष प्रतिबल ब्लॉक एक कारक k है जो संपीड़न में चरम सामर्थ्य में गुणा किया जाता है fu चिनाई की चरम सामर्थ्य और संपीड़न है यह फिर चिनाई से इस सभा में संयुक्त है तो अणुवृत्त प्रतिबल वितरण आयाम के आयताकार प्रतिबल ब्लॉक के बराबर है जो कि प्रतिबल ब्लॉक की चौड़ाई और fu का k गुना है क्योंकि प्रतिबल ब्लॉक की ऊंचाई अब अभिव्यक्ति में उपयोग होने जा रही है इसलिए अंतिम परिस्थितियों में जो आपको अनुभाग में आघूर्ण का संतुलन देने वाला है और इसलिए यह कुछ भी नहीं सिर्फ अक्षीय भार विकेंद्रिता में है और अब विकेंद्रिता t 2 a 2 है जहां परिणामी वास्तव में a 2 आयताकार प्रतिबल खंड का आधा भाग है तो इस प्रतिबल के मामले को आप ऐसे भी लिख सकते है बल में संतुलन प्रतिबल जानते है जो kfu है और जो प्रतिबल ब्लाकखंड अपने आप में ही al है और इसलिए यहाँ हम मूल रूप से प्रतिबल में ला रहे हैं और इसे दीवार पर अंतिम संपीडन प्रतिबल अवस्था में Mu के संदर्भ में एक अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए लिख रहे हैं तो यह एक ढांचा है जिसका उपयोग हम यह मानने के बजाय कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट एक रैखिक लचीली स्थिति में है आइए एक ऐसा ढांचा बनाएं जो हमें शुरुआती भार लादने पार्श्विक बल को बढ़ाने और विफलता में ले जाने सेबल विस्थापन की सही गणना करने में मदद करे लेकिन अब उस काट के विश्लेषण पर विचार करें जिसे हमने पिछले कुछ तत्थों में जाना है इसलिए मैं एक ऐसी दीवार को देख रहा हूं जो स्वयं के भार और कुछ अतिरिक्त भार से लदी हुई है यहां N अतिरिक्त भार है और W दीवार के स्वयं का भार हैसाथ ही पार्श्विक बल दीवार पर कार्यकारी है हम इन गणनाओं पर ध्यान दिए बिना यह कह सकते हैं कि क्या हम वायु भार या जड़त्वीय बलों को देख रहे हैं सही है इसलिए यदि आप दीवार पर वायु दबाव के रूप में वायु बल की जांच कर रहे हैं तो आप क्षमता की जांच कर सकते हैं जहां भूकंप बल हो तब आप समस्या को जांच कर सकते हैं क्योंकि दीवार पर कार्य करने वाली जड़त्वीय बल भार के रूप में कार्य करता है इसलिए दबाव कुछ भी नहीं सिर्फ सतह के बाहरी बल है स्वयं दीवार के भार के कारण बलों को वितरित किया इसलिए यही कारण है कि M x a त्वरण गुणा द्रव्यमान को लाया जा रहा है इसलिए दीवार पर कार्य करने वाला जड़त्वीय बल क्या है जो दीवार में गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में दीवार के बाहरी सतह पर है इसलिए इस विशेष उदाहरण में हमने दीवार की कुल ऊंचाई h के रूप में लिया है और यह धारणा कि मध्य ऊंचाई पर दीवार की दरार कुछ ऐसी है जिसका उपयोग हम समस्या को सरल बनाने के लिए कर सकते हैं या यह मानकर जारी रख सकते हैं कि दरार किसी अन्य स्थान पर हो सकती है लेकिन इस विशेष व्युत्पत्ति में हम मान लेते हैं कि मध्य ऊँचाई वह जगह है जहाँ दरार आने वाली है हम यह मानकर भी शुरू करते हैं कि ऊपरी और निचला हिस्सा पहले से ही घूमने के लिए स्वतंत्र हैं जिसका मतलब है कि आधार में दरार होने की प्रारंभिक स्थिति पहले से ही है क्योंकि हम वास्तव में चरम स्थिति के आसपास के व्यवहार को देखने में रुचि रखते हैं जहाँ मध्य ऊँचाई उसकी क्षमता तक पहुँचती है अनुभाग मध्य ऊंचाई क्षमता तक पहुँचता है इसलिएहम इस धारणा के साथ शुरू कर रहे हैं कि दो छोर इस विशेष रूप में पहले से ही पिन किए गए हैं इसलिए यदि आप अनुप्रस्थ काट के एक आधे हिस्से को देख रहे हैं तो आपके पास दीवार पर अभिनय करने वाला पार्श्विक बल है दीवार पर पार्श्विक बल अभिनय w है जो त्वरण गुणा द्रव्यमान से जड़त्व द्रव्यमान में आ रहा है और इस विशेष मामले में हम वास्तव में एक ऐसी स्थिति को देख रहे हैं जहां मध्य ऊंचाई दरार भी प्रचारित है और हम यह समझना चाहते हैं कि पार्श्विक बल किस स्तर पर होने वाली विफलता है इसलिए जो हम वास्तव में जांच कर रहे हैं वह एक ऐसी स्थिति है जहां दीवार में संपीड़न में प्रतिबल का त्रिकोणीय वितरण पहले से ही दीवार की मध्य ऊंचाई में पहुंच चुके हैं और फिर भार बढ़ता रहता है और आप किस चरण में खंड में विफलता प्राप्त करते हैं सही है ना तो हम पहले से ही मान रहे हैं कि दीवार दो कब्जेदार कठोर खंड के रूप में है जो मध्य ऊंचाई की दरार पर टिकी है इसलिए अनुभाग अब आंशिक रूप से पहले से ही आपके पास परिणामी है जो कि वायु की ओर कार्यकारी है R वायु की ओर के निकट प्रतिक्रिया है और अनुप्रस्थ काट के केंद्र x के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया की स्थिति और दीवार की मध्य ऊंचाई पर विस्थापन दीवार का अधिकतम पार्श्विक विक्षेपण डेल्टा ∆है और हम यह मान रहे हैं कि दोनों खंड कठोर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम यहां त्रिकोण की ज्यामिति का उपयोग कर सकते हैं और इस आधे ब्लॉक के साथ किसी अन्य स्थान पर विस्थापन का अनुमान लगाएँ जिसे हम संतुलन के लिए विचार कर रहे हैं तोइस परिस्थिति में हमारे पास आधार प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में आघूर्ण संतुलन है पार्श्विक बल इसलिए क्योंकि दीवार पर वायु बल या भूकंप बल कार्यकारी है अब यदि हम यहाँ इस विस्तार खंड की जाँच करें और बिंदु O को देखें और बिंदु O के बारे में संतुलन आघूर्ण लिखते है इसलिए यह अभिव्यक्ति इसे जोड़ कर लिखते है R× x× जो दायी तरफ है इसे w से सन्दर्भ में भी लिख पुनः लिख सकते है तो मुझे ज्यामिति के रूप में w के लिए एक अभिव्यक्ति की वास्तव आवश्यकता है और उस विक्षेपण के लिए जो दीवार में घटने वाला है तो अब आपके पास दीवार की ज्यामिति के संदर्भ में पार्श्विक भार के लिए अभिव्यक्ति जो आपके पास x एक्स के संदर्भ में है और प्रतिक्रिया के स्थानों को स्थानांतरण करने के साथ आप बल विस्थापन वक्र पर अलग अलग बिंदु प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब डेल्टा x के बराबर हो जाता है तो आपको w के लिए 0 प्राप्त होगा यह अभिव्यक्ति आपको अस्थिरता का अनुमान लगाने की संभावना देता है कि दीवार की बल विस्थापन क्षमता क्या हो सकती है तो यह एक अभिव्यक्ति है मेरा मतलब है कि यह है कि हम मूल रूप से निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं जो दीवार की भूकंपीय बाहरी सतह क्षमता निकालने के लिए एक सरल प्रक्रिया है जो प्रिस्टले द्वारा सन 1985 में प्रस्तावित की गई थी तो यह यहाँ के अभिव्यक्ति का आधार है अब हम इस मामले की जांच करने जा रहे हैं कि हमें संपूर्ण कृत्रिम विक्षेपन वक्र की आवश्यकता है इसलिए हम मूल रूप से w के बढ़ते या बदलते मान के तहत विभिन्न स्थितियों को देख रहे हैं तो यहाँ हमें फिर से वक्रता के अनुमान की आवश्यकता है हम यहाँ दरार की स्थिति और बिना दरार की स्थिति देखेंगे तो वैसा ही जैसा हमने पिछले स्थति में किया था यदि हम अनुभाग की मध्य ऊंचाई पर वक्रता ज्ञात करें और फिर वक्रता से आघूर्ण का अनुमान लगा सकते हैं और वक्रता वितरण पर कुछ मान्यताओं के साथ मध्य ऊंचाई पर विस्थापन से हम तब सभी चरणों को विफलता तक प्राप्त कर सकते हैं अब हम मानते हैं कि भारित दरार दरार खुलने की प्रगति होती है और रैखिक प्रत्यास्थ वितरण की धारणा तक होती है तो दरार खुलने की स्थिति tx t 6 के बराबर होती है इसलिए इस स्तर पर दीवार में संपीड़ित प्रतिबल f दरार है जिस पर पदार्थ की तनन सामर्थ्य 0 शून्य है पहली दरार मध्य ऊंचाई पर बनती है इस स्थिति में आघूर्ण होगा प्रतिक्रिया गुणा विकेंद्रिता उस t6 बिंदु पर जब दरार खुलने की शुरुआत होती है इस स्तर पर प्रतिबल 2R t के अलावा और कुछ नहीं है और हम इस समय उपखंड की वक्रता का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि संकुचित लंबाई पर विकृति संकुचित लंबाई पर ɛ और विकृति को ऐसे लिख सकते है की E जेसे हमने P डेल्टा समस्या में किया था और इस स्थिति में x t6 के बराबर है तो इससे हमारे पास मूल रूप से एक अभिव्यक्ति है कि जब दीवार में पहली दरार बन रही हो तब आघूर्ण क्षमता क्या होगी तो w crack h28 और हमे इसे wcrack की अभिव्यक्ति के रूप में फिर से प्रस्तुत करते हैं जो कि खंड के समतल होने से पहले महत्वपूर्ण चरणों में से एक हो सकता है इस स्तर पर हम मान रहे हैं कि दीवार को शुद्धालम्ब समवितरित भार के साथ किया गया है तो मध्य पाट के विक्षेपण से यह फिर से रैखिक लचीला वितरण है इसलिए हम लचीले विश्लेषण को मान सकते हैं और उस बिंदु पर मध्य ऊंचाई पर अधिकतम विक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं जब दरार की सम्भावना होती है तो इसलिएअब आपके पास इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भार और विक्षेपण है तो इस स्तर पर हम कम से कम अनुप्रस्थ काट में संपीडन प्रतिबल के गैर रैखिक वितरण तक उपलब्ध बदला हुआ अनुप्रस्थ काट को देखना शुरू करते हैं इसलिए अगर हम पूछते हैं कि हम यह मानकर चलना शुरू करते हैं कि अनुप्रस्थ काट w को बढ़ते रूप में प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो हमारे पास काट के सिरे पर संपीडन प्रतिबल और काट के लिए संबंधित वक्रता लिखने की संभावना है तो इसके साथ ही हम मूल रूप से यह लिखने में सक्षम होने जा रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट में आघूर्ण क्या है जो अनुप्रस्थ काट द्वारा समर्थित है तो फिर से इस मामले में क्योंकि वक्रता अलग अलग खंडों में भिन्न हो सकती है क्योंकि सभी खंडों में समान रूप से दरार नहीं हो रही है जो एक सरलीकरण के रूप में वक्रता का एक अनुमान लगाने के लिए उपयोगी होगा और हमें विक्षेपण के एक अनुमान की आवश्यकता है और इसलिए हम मानते हैं कि विक्षेपण मध्य ऊंचाई पर वक्रता के आनुपातिक है और इसका उपयोग दीवार की पूरी ऊंचाई के लिए किया जाता है इसलिए हम दरार अवस्था में वक्रता के अनुमान का उपयोग कर रहे हैं जब दरार की शुरूआत होती है दीवार में वक्रता के अनुपात के लिए इसका उपयोग करते है तो यह एक धारणा है जो अपरिवर्तनवादी पक्ष पर प्रसारित होती है और इसलिए यह अपने आप में एक स्वीकार्य धारणा है इसलिए यदि आप वास्तव में दीवार की ऊँचाई का एक आधा भाग देख रहे हैं और मध्य ऊँचाई पर हैं तो आपके पास वास्तव में दरार है जो मध्य ऊँचाई पर उत्पन्न हुई है तो दरार की स्थिति को देखते हुए वक्रता का अनुमान मध्य ऊंचाई पर है हालाँकि वक्रता अन्य सभी वर्गों में अलग अलग होने वाली है क्योंकि वे बिना दरार वाले खंड हैं तो इस वास्तविकता के होने के साथ अगर हम यह मान लें कि दीवार की पूरी ऊंचाई में वक्रता है जो कि बराबर है जो टूटी हुई वक्रता के समानुपाती है आप देखते हैं कि मानी हुई वक्रता वास्तविक वक्रता से अधिक है और यह इसलिए है एक धारणा जो हमें रूढ़िवादी पक्ष पर गलत जो हो जाएगी तो यह धारणा रूढ़िवादी है और अंतिम परिस्थितियों में हम प्रतिबल वितरण को प्रतिबल खंड के साथ बदल सकते हैं और प्रतिबल खंड का उपयोग आघूर्ण और विस्थापन अभिव्यक्ति को फिर से दीवार की विफलता की स्थिति में फिर से लिखने के लिए कर सकते हैं तो w एक शर्त के अनुरूप है जहां आपके पास गैर रैखिक में एक संपीड़न है अनुप्रस्थ काट में संपीड़न की गैर रैखिकता लिखी गई है जो विस्थापन का अनुरूप अनुमान है इसलिए विभिन्न चरणों में पहली अभिव्यक्ति जो हमारे पास थी वह प्रतिक्रिया बल के संदर्भ में लिखी गई है और प्रतिक्रिया बल के रूप में निर्भर करता है कि यह प्रतिक्रिया बल कहां स्थित है जो यह निर्धारित करेगा कि संपीड़ित लंबाई क्या है और इसलिए हम पूरे वितरण केंद्र को एक ऐसी स्थिति तक दरार उत्पन्न करते हैं जहां x ∆ और आपको इस प्रणाली में 0 शून्य प्रतिरोध मिलता है तो आपको यह गैर रैखिक वक्र प्राप्त होता है जो तब आपको दीवार पर बल विस्थापन व्यवहार देगा यह सच है कि दीवार की ज्यामिति के आधार पर आपको अस्थिरता हो सकती है इससे पहले कि यह स्थिति वास्तव में दीवार में मौलिक रूप से हो रही है यदि आपके पास गतिशील कार्यकारी भार है तो हम स्थैतिक कार्यकारी भार पर इस व्यवहार पर विचार कर रहे हैं आपके पास गतिशील कार्यकारी भार में स्थितियां हो सकती हैं जहां विस्थापन उस स्थिति के अनुरूप स्थिति में जा सकता है जो यह अभिव्यक्ति देती है लेकिन फिर वापस भेज सकती है और पार्श्विक बलों का समर्थन करना जारी रख सकती है इसलिए हम जांच करेंगे कि बल विस्थापन वक्र आखिर कार कैसा दिखता है लेकिन फिर मूल रूप से हम आघूर्ण और आघूर्ण के बल का अनुमान लगाने के लिए अनुप्रस्थ काट में दरार पर देख रहे हैं और फिर जब हम कहते हैं कि दीवार के आधे हिस्से में दरार है या दीवार के तीन चौथाई हिस्से में दरार है और अंत में हम उस स्थिति को देखते हैं जहां आयताकार प्रतिबल खंड का उपयोग किया जाता है और इसलिए ज्यामिति से प्रत्येक चरण में आघूर्ण हमारे लिए उपलब्ध है जो तब x के मान में नियंत्रण करने के लिए उपयोगी हो सकता है और प्रतिक्रिया बल का संबंधित मान बल विस्थापन वक्र पर हमें अलग अलग बिंदु देता है तो यह एक प्रारूप है जिसका उपयोग हम चिनाई की दीवार की पार्श्विक बल क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं लेकिन उस अनुभाग के गैर रैखिक व्यवहार को देखते हुए जो कि महत्वपूर्ण है इसलिए हम इस पर अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे और फिर वृत्त खंड कार्रवाई के कारण अनुभाग में पकड़ के प्रभाव को देखेंगे